अंतिम कक्षा में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि फ्रैक्चर यांत्रिकी को जवाब देने में सक्षम होना चाहिए ये थे क्रैक की क्रिटिकल लेंथ क्या है दिए गए क्रैक की लंबाई के लिए रेसिडुअल स्ट्रेंथ क्या है वह समय क्या है जो क्रैक बढ़ने के लिए लेगेगा NDT शेड्यूल कैसे तय किया जाता है इन सभी चार सवालों के लिए आप केवल एक टेंशन टैस्ट या एक फटिग परीक्षण करके उत्तर नहीं पा सकते हैं इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आपको एक अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता है अंतिम दो प्रश्न थे क्रैक की ब्रांच का क्या कारण है ऊर्जा अपव्यय तंत्र क्या हैं ये दोनों प्रकृति में बहुत मूलभूत हैं जब हम ऊर्जा रिलीज दर से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करते हैं तो हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जा सकता है न्यू टेस्ट फोर फ्रैक्चर मैकेनिक्स तो अब हम इस पर क्या देखेंगे की अगर मुझे जानना है की क्रैक की क्रिटिकल लेंथ क्या है क्रैक कि वृद्धि में कितना समय लगेगा तो मुझे फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए एक नया प्रयोग करने की आवश्यकता है और यह क्या है इसे योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है यहां आपके पास एक नमूना है जो फटिग भार के अधीन है इसका एक साफ स्केच बनाने की कोशिश करें फटिग भार के कारण आप पाते हैं कि सर्विस में क्रैक की वृद्धि होती है और आप एक उपयुक्त प्रोब द्वारा क्रैक की वृद्धि का निरीक्षण भी करते हैं यह केवल एक योजनाबद्ध तरीका है कई तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम क्रैक में वृद्धि का निरीक्षण कर सकते हैं और आप अनिवार्य रूप से क्रैक लेंथ बनाम चक्रों की संख्या के डेटा को निकलते हैं और आप यह विभिन्न ऐम्प्लिटियूडस के भार डेल्टा P1 डेल्टा P2 और डेल्टा P3 के लिए ऐसा करते हैं सामान्य तौर पर हमारे पास क्या होता है जब आप भार के ऐम्प्लिटियूड को बदलते हैं तो ये ग्राफ़ भी भिन्न होंगे और आप प्रारंभिक क्रैक से शुरू करते हैं और इन्हें क्रैक ग्रोथ कर्वस कहा जाता है इसलिए अगर मुझे क्रैक ग्रोथ से संबंधित सवालों के जवाब देने हैं तो मुझे डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है मुझे प्रयोगों की एक श्रृंखला करने की आवश्यकता है और ये प्रयोग महंगे हैं इसलिए अगर मुझे फ्रैक्चर यांत्रिकी पद्धति को अपनाना है तो पूरा प्रयोग महंगा हो जाएगा जब तक आप अतिरिक्त परीक्षण नहीं करते हैं तब तक आप उन सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे जो हमने उठाए हैं यदि आप याद करे कि अगर आप फटिग टैस्ट को देखते हैं तो परीक्षण रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था कि कितने चक्र के बाद नमूना विफल हो गया इसमें वास्तव में क्रैक ग्रोथ का निरीक्षण नहीं किया है एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है की एक सामग्री के लिए यदि मेरे पास ऐसे कई ग्राफ़ हैं तो यह डिज़ाइन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक नहीं होगा विभिन्न ग्राफों द्वारा जो X अक्ष में लॉग डेल्टा K तथा और Y अक्ष में लॉग da dN के बीच पुनः प्लॉट करके जो डेटा एकत्र हुआ था उसे बहुत समझदारी से पेरिस द्वारा विश्लेषण किया गया और उसे कम किया गया था और आपको एक सीधी रेखा मिलती है और इसे प्रसिद्ध पेरिस लॉ के रूप में जाना जाता है हम इसे विस्तार से पाठ्यक्रम के बाद के भाग में देखेंगे और आपके पास डेल्टा K के रूप में यहां क्या है यह स्ट्रेस इन्टेन्सिटी फैक्टर में परिवर्तन है और आपके पास C और m के रूप में मटेरियल कॉनस्टेंट हैं तो आपको इस तरह का परीक्षण करना होगा परीक्षण के आधार पर c और m का पता लगाएं यदि आपके पास वास्तव में C और m है तो आपके लिए यह पता लगाना संभव है कि क्रैक किस तरह से बढ़ेगी तो यह फ्रैक्चर यांत्रिकी की सफलता है आप यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि क्रैक कैसे बढ़ेगी और यह कब क्रिटिकल हो जाती है यह तभी संभव है जब आप एक अतिरिक्त परीक्षण करते हैं क्रैक ग्रोथ कर्व आप सोच सकते हैं अब मेरे पास फ्रैक्चर यांत्रिकी है तो मैं जनता हूँ कि क्रैक वृद्धि का निरीक्षण कैसे करें आपको इतने से निश्चिंत नहीं होना चाहिए आपको यह पता लगाना चाहिए कि सर्विस के दौरान क्रैक इनीसीएसन से पहले और क्रैक बढ़ने पर लाइफ का कॉम्पोनेन्ट क्या है यदि आप वास्तव में इस तरह के सूक्ष्म पहलू को देखते हैं तो आप पाएंगे कि क्रैक इनीसीएसन अवधि आमतौर पर क्रैक प्रॉपगेसन अवधि की तुलना में अधिक लंबी है यह फिर से आपके SN आरेख को एक अलग अक्ष के साथ फिर से प्लॉट किया गया है मेरे यहाँ फटिग लाइफ का एक लॉग है यहाँ मैंने सीधे अल्टेरनेटिंग स्ट्रेस रखा है यही कारण है कि यह एक सीधी रेखा के बजाय एक गैर रैखिक वक्र है और यह क्या देता है स्ट्रेस के दिए गए वैकल्पिक मान के लिए क्रैक इनीसीएसन अवधि क्रैक प्रॉपगेसन अवधि की तुलना में बहुत लंबी है तो आप वास्तव में लाभ उठाते हैं यदि आप क्रैक इनीसीएसन चरण में देरी करते हैं और यह वही है जिसपर धातुविद केंद्रित है वे कार्यप्रणाली का पता लगाते हैं कि क्रैक इनीसीएसन में देरी कैसे हो सकती है वास्तव में यदि आपको क्रैक टिप को ब्लंट करना है तो क्रैक ग्रोथ में देरी होगी सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि प्लास्टिसिटी बुरा है फ्रैक्चर के दृष्टिकोण से स्थानीय प्लास्टिक विरूपण फायदेमंद है स्थानीय प्लास्टिक विरूपण क्रैक को ब्लन्ट कर देगा इन सभी मुद्दों को हम बाद में उठाएंगे लेकिन आपके पास एक मानसिक तस्वीर होनी चहिए हालांकि आपके पास क्रैक ग्रोथ का पूर्वानुमान करने के लिए एक मॉडल है यह केवल सहायक है रिजिड्यूल स्ट्रेंथ डायग्राम यदि आप क्रैक इनीसीएसन के मुद्दे का व्याख्यान करने में सक्षम हैं तो आप बहुत बेहतर हैं और अगर आप इसे देखते हैं तो यह एक कार्यरत अल्टेरनेटिंग स्ट्रेस का एक फंक्शन भी है तो एक बिंदु हो सकता है जहां क्रैक इनीसीएसन अवधि और क्रैक प्रॉपगेसन अवधि दोनों फिफ्टी फिफ्टी हो सकती हैं यह दिए गए एप्लिकेशन पर निर्भर करता है तो आपको क्रैक इनीसीएसन के साथ साथ क्रैक प्रॉपगेसन पर काम करना होगा केवल क्रैक प्रॉपगेसन पर काम करने से आपको अपने डिजाइन परिदृश्य में मदद नहीं मिलेगी और हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि दी गई क्रैक लेंथ के लिए रिजिड्यूल स्ट्रेंथ क्या है और यह फिर से योजनाबद्ध रूप से दिखाया गया है आपके पास x अक्ष पर क्रैक साइज़ प्लॉट किया गया है इसलिए जब आपके पास कोई क्रैक नहीं है या क्रैक लेंथ 0 है तो आपके पास पारंपरिक डिजाइन स्ट्रेंथ है तो जाहिर है जब आपके पास एक क्रैक होता है तो आप उस स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर सकते वास्तव में यदि आप कुछ पुराने पुलों को देखते हैं तो उन्होंने इसे डिसकार्ड कर दिया होगा वे कहेंगे कि केवल दो पहिया वाहनों को अनुमति है वे भारी ट्रकों को उस पुल पर जाने की अनुमति नहीं देंगे तो इसका मतलब है आपने उस लोड को कम कर दिया है जो संरचना द्वारा लिया जाएगा मुझे एक वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता है और यह क्या हैजो महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है जिसे हम फ्रैक्चर यांत्रिकी से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रिजिड्यूल स्ट्रेंथ आरेख के बारे में जानने की आवश्यकता है तो यह दिखाता है कि विभिन्न क्रैक लेंथस के लिए सर्विस लोड कैसे सीमित होना चाहिए और आपके पास एक अवधारणा भी है जो फिर इसी का एक विस्तार है जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर रहे हैं हालांकि मेरे पास क्रीटीकल क्रैक लेंथ है हम क्रीटीकल क्रैक लेंथ तक संचालित या जाना नहीं चाहते हैं हम परिभाषित करना चाहते हैं कि एक पर्मिसिबल क्रैक लेंथ क्या है और यह एक कारक द्वारा तय किया जाता है जो की हमारे सेफ्टी फैक्टर के समान है हम इसे Nc कहते हैं और इसे क्रैक लेंथ सेफ्टी फैक्टर का नाम देते हैं तो इसका उपयोग करते हुए आप यह पता लगाना चाहते हैं कि अधिकतम स्ट्रेस क्या है जहां तक आप जा सकते हैं और इसके पर्मिसिबल क्रैक लेंथ क्या है तो आप अपने पारंपरिक डिजाइन पद्धति से विचारों को लेते हैं आपके पास एक सेफ्टी फैक्टर है आप गणना की गई विफल स्ट्रेस पर काम नहीं करते हैं आप उससे काफी नीचे सेफ्टी फैक्टर के दायरे में काम करते हैं इसी तरह फ्रैक्चर यांत्रिकी गणना से आपको पता चलता है कि एक क्रीटीकल क्रैक लेंथ क्या है और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए उस क्रैक लेंथ पर ऑपरेट न करें लेकिन उसके नीचे एक क्रैक लेंथ पर ऑपरेट करें कितना नीचेयह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको विश्लेषण में किस तरह का आत्मविश्वास है और दूसरा सवाल जो हम जानना चाहते हैं वह यह है कि क्रैक का निरीक्षण करने के लिए क्या समय उपलब्ध है हम इस पर एक नजर डालेंगे इसलिए हम क्रैक ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो आपके पास क्रैक साइज़ बनाम समय है और हम इस आधार से शुरू करते हैं कि आपके पास एक न्यूनतम क्रैक होगी जो आपके नॉनडेसट्रक्टिव परीक्षण पद्धति द्वारा पता लगाने योग्य होगी और हमने पहले ही जान लिया है कि पर्मिसिबल क्रैक लेंथ नामक कुछ है और आपके पास क्रैक ग्रोथ कर्व है क्रैक ग्रोथ कर्व पर आप पता लगा सकते हैं की कब क्रैक ap की लंबाई तक बढ़ती है तो यह आपको बताएगा कि निरीक्षण के लिए उपलब्ध समय क्या है केवल इस आधार पर आप NDT अनुसूची पर निर्णय लेने की स्थिति में होंगे वास्तव में यदि आप पारंपरिक डिजाइन में भी देखते हैं जब आप रेलवे स्टेशनों को देखते हैं जब ट्रेन रुकती है तो बोगी में नीचे बैठा कोई उपयुक्त स्थानों पर बोगियों के नीचे हिट करेगा वह वास्तव में यह पता लगाने के लिए एक कंपन परीक्षण कर रहा है कि क्या कोई संरचनात्मक क्षति है और वास्तव में विमान के लिए जब वे उतरते हैं हर बार जब वे उतरते हैं तो वे एक निश्चित न्यूनतम निरीक्षण करते हैं और विमान अपने सेवा के दौरान संपूर्ण संरचनात्मक निरीक्षण से गुजरते हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि आपको कितनी बार देखना चाहिए और आपको उन निरीक्षणों में से प्रत्येक में क्या देखना चाहिए आपके पास प्रारंभिक निरीक्षण और बीच में एक थका देने वाले निरीक्षण भी हो सकते है आप इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने के बारे में कैसे जाते हैं आप जो इस ग्राफ से प्राप्त करते हैं और आप जानते हैं एक हल्केपन के साथ मैं महत्वपूर्ण पहलू को पेश करना चाहूंगा कि फ्रैक्चर यांत्रिकी समग्र है तुम्हें पता है अब समग्र स्वास्थ्य आपके स्वास्थता अभिज्ञता समुदाय में एक मूलमंत्र है आप जानते हैं लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं बहुत सारी वैकल्पिक दवाएं हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है और फ्रैक्चर यांत्रिकी तथा होम्योपैथी के बीच किसी प्रकार का सादृश्य मौजूद है यदि आप इसे देखते हैं कि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज नहीं करती है लेकिन लक्षणों के माध्यम से किसी बीमारी के मूल कारण को संबोधित करती है देखें यदि आप एलोपैथी में जाते हैं यदि आप उल्टी कर रहे हैं तो वे आपको डॉर्मस्टल देंगे और उल्टी के लिए आपकी उत्तेजना को खतम करेंगे वे यह नहीं देखते हैं कि उल्टी का कारण क्या है क्योंकि शरीर आपके सिस्टम से कुछ बाहर करना चाहता है आपको यह आकलन करना होगा कि यह स्वस्थ है या नहीं वास्तव में अगर कोई जहर निगल लेता है तो प्राथमिक चिकित्सा में आपको उसे उल्टी करनी होगी ताकि जो भी जहर सिस्टम में चला गया है उसे जल्द से जल्द निष्कासित कर दिया जाए कुछ मामलों में ऐसी दवाएं हैं जो उल्टी को उत्तेजित करेंगी उस दवा को लेने के लिए वे उल्टी के लिए आपकी उत्तेजना को दबा देते हैं तो वे इसे एलोपैथी में कैसे नियंत्रित हैं इतना ही नहीं जब आपके पास एक लक्षण होता है तो चाहे वह व्यक्तिगत A हो व्यक्तिगत B हो या व्यक्तिगत C के लिए हो वे दवा की स्ट्रेंथ बदल सकते हैं लेकिन दवा कम या ज्यादा समान ही होगी इसका मतलब है वे लक्षणों पर काम कर रहे हैं मूल कारण का पता लगाने के बजाय यह अधिक लक्षणात्मक है लिबर्टी जहाजों को उस समय के डिजाइन अभ्यास के साथ बनाया गया था इसे डिजाइन किया गया था परीक्षण किया गया था फिर सेवा में रखा गया था लेकिन यह कांच की तरह टूट गया क्या नजरअंदाज किया गया था उन्होंने अंतर्निहित खामियों की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया उस पर ध्यान देना होगा फ्रैक्चर यांत्रिकी में हम ऐसा करते हैं यह आधार के साथ शुरू होता है कि किसी भी संरचना में आंतरिक दोष हो सकते हैं और यह डिजाइन में उनके लिए जिम्मेदार है यदि आप डिज़ाइन चरण में इसके विचार नहीं करते हैं तो जो भी आप कृत्रिम कदम उठाते हैं वह स्थायी समाधान नहीं देगा आपको आश्चर्य होगा शायद आपने एक समस्या हल कर ली है लेकिन इससे कुछ और समस्या हो सकती है तो आपको यह देखना होगा कि मूल कारण क्या है और मूल कारण पर विचार करने का प्रयास करें और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है यदि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को देखते हैं तो समान या समरूप लक्षणों के लिए वे पुरुषों महिलाओं लंबे लोगों छोटे लोगों के लिए अलग अलग दवाएं देंगे बहुत सारे सूक्ष्म वर्गीकरण हैं दवा व्यक्तिवादी है फ्रैक्चर यांत्रिकी में भी ऐसा ही कुछ होता है आपके पास मोटे नमूनों के लिए और पतले नमूनों के लिए अलग अलग अनुशंसा हैं तो आपके पास पतली संरचनाएं हैं जो प्लेन स्ट्रेस के अधीन हैं इसके लिए आपके पास एक अलग अनुशंसा है और मोटी संरचनाओं के लिए जो इन प्लेन स्ट्रेन में हैं इसके लिए आपके पास एक अलग सलाह है मान लीजिए मैं समुद्र के नीचे एक पानी की पाइपलाइन चाहता हूं आपने फ्रैक्चर यांत्रिकी में कोर्स नहीं किया है आप एक पारंपरिक डिजाइन में प्रशिक्षित हैं और आपकी डिज़ाइन टीम से एक चर्चा हुई और डिज़ाइन टीम के सदस्य का सुझाव हैकी हमें जितना संभव हो सके उतने अधिक मोटी दीवार वाले पाइप के लिए जाना चाहिए हमें इस तरह के डिज़ाइन के लिए जाना चाहिए और डिजाइन टीम भी स्वीकार करेगी हां क्योंकि यह एक बहुत ही क्रीटीकल स्थान है और किसी भी क्षति को ठीक करना आपके लिए मुश्किल होगा तो यह मजबूत और भारी होना चाहिए यदि आपके पास बहुत मोटा है तो यह एक प्लेन स्ट्रेन की स्थिति की तरह व्यवहार करेगा और अगर आपने फ्रैक्चर यांत्रिकी में एक कोर्स किया है जो अब आप सीखने जा रहे हैं एक फ्रैक्चर यांत्रिकी का जानकार व्यक्ति आएगा और कहेगा बहुत मोटी दीवार के लिए मत जाओ एक उचित मोटाई के लिए जाओ इसलिए कि जब आप एक प्लेन स्ट्रेन की स्थिति के बजाय एक प्लेन स्ट्रेस की स्थिति को सिमुलेट करते हैं और इन प्लेन स्ट्रेन की स्थिति में हम बाद में देखेंगे की फ्रैक्चर टफनेस प्लेन स्ट्रेन की तुलना में बहुत अधिक है जब भी तथाकथित सामान्य ज्ञान विफल हो जाता है तो विज्ञान को आपके बचाव में आना होगा तो फ्रैक्चर यांत्रिकी में मोटे नमूनों और पतले नमूनों के लिए अलग सलाह हैं इतना ही नहीं आपके पास कई विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं मान लीजिए कि आप एक्सट्रूसन करते हैं तो यह प्रक्रिया एक एनिस्ट्रोपी को प्रेरित करती है और इसे फ्रैक्चर परीक्षण और डिजाइन के लिए महत्व देना चाहिए देखें यह आमतौर पर आपके पारंपरिक डिजाइन में नहीं देखा जाता है कुछ हद तक वे समझते हैं कि यदि आप एक बल्क सामग्री से तारों तक जाते हैं तो स्ट्रेंथ बहुत अधिक है क्योंकि इसी तरह आप स्प्रिंग डिजाइन करते हैं यदि आप वास्तव में डिज़ाइन कोड को देखते हैं तो फेल्योर स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी जब आप एक तार के समान सामग्री का उपयोग करते हैं स्प्रिंग डिजाइन में इसका महत्व है समरी ऑफ फ्रैक्चर पैरामीटर्स लेकिन सामान्य पारंपरिक दृष्टिकोण में वे परीक्षण में प्रोसेस इंडयूस्ड अनिसोट्रॉपी प्रक्रिया नहीं लाते हैं जबकि फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में जब हम फ्रैक्चर टफनेस परीक्षण पर एक प्रकरण लेते हैं तो हम अपने डिजाइन गणना में प्रोसेस इंडयूस्ड अनिसोट्रॉपी के लिए उचित रूप से नमूना लेते है तो यह एक और विशेषता है जब आप फ्रैक्चर यांत्रिकी को देख रहे हैं आपके पास फ्रैक्चर यांत्रिकी में कई मापदंड हैं और सबसे शुरुआती मापदंडों में से एक एनर्जी रिलीज रेट था आपको इससे जुड़ी इकाइयों को भी देखना चाहिए यह ग्रिफ़िथ के सम्मान में एक प्रतीक G के साथ लेबल किया गया है इसे एनर्जी रिलीज रेट या क्रैक ड्राइविंग फोर्स के रूप में जाना जाता है और इसे ऊर्जा दृष्टिकोण के आधार पर विकसित किया गया है आप जानते है की एनर्जी रिलीज रेट एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है देखें लोग एक दीर्घवृत्तीय छेद के इंगलिस समाधान के परिणाम को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि यह कहता है कि जब यह क्रैक बन जाता है तो स्ट्रेस बहुत बहुत अधिक हो जाते हैं विश्लेषणात्मक रूप से आप अनंत प्राप्त करते हैं लेकिन यह वास्तविक अर्थों में अनंत नहीं होगा सामग्री में क्रैक टिप के आसपास के क्षेत्र का प्लास्टिक विरूपण होगा और यह ग्रिफ़िथ के दृष्टिकोण और सरलता ने एक समाधान प्रदान किया था जो बताता है कि हम वास्तविक अभ्यास में क्या देखते हैं क्योंकि उन का अवलोकन था कि यदि आपके पास एक क्रैक है तो क्रैक अपने आप नहीं बढ़ेगी लेकिन क्रैक को चलाने के लिए एक फ़ोर्स की आवश्यकता है सामग्री से जुड़ा अंतर्निहित प्रतिरोध है जब क्रैक क्रीटीकल हो जाती है तभी फ्रैक्चर होता है हम कुछ उदाहरण देखेंगे जहां आप क्रैक ग्रोथ के बाद फ्रैक्चर देखते हैं यह वैचारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है देखें इस पाठ्यक्रम में मैं फ्रैक्चर यांत्रिकी के पीछे की अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं प्रारंभिक चरणों में यह वर्णनात्मक प्रतीत हो सकता है जिसकी आवश्यकता भी है बाद में हम गणितीय भाग देखेंगे और गणित इस पाठ्यक्रम में काफी जटिल है हम गणित को भी देखेंगे लेकिन आपको कुछ वैचारिक विकास की भी सराहना करनी चाहिए और फ्रैक्चर यांत्रिकी को समाज के लिए उपयोगी बनाया गया था और लोगों ने महसूस किया कि वे इरविन द्वारा शुरू किए गए उपयोगी पैरामीटर का पता लगा सकते हैं जिन्होंने K नामक एक पैरामीटर बनाया है जिसे स्ट्रेस इंटेनसिटी फेक्टर का नाम दिया गया है उनके एक सहयोगी केस के सम्मान में एक प्रतीक K दिया गया था और यदि आप इसका उत्थान देखते हैं तो K की अवधारणा स्ट्रेस विश्लेषण पर आधारित थी और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि MPa रूट मीटर K की एक इकाई है यह एक बहुत ही मजेदार इकाई है आप जानते हैं की जब आपको fps से SI प्रणाली में इकाइयों का रूपांतरण करना होता है आपको बहुत सावधान रहना होगा रूट मीटर एक न्यूसेंस होने जा रहा है आपको ध्यान में रखना होगा की फ्रैक्चर यांत्रिकी से पहले आपके पास केवल स्ट्रेस इंटेनसिटी फेक्टर की अवधारणा थी इंगलिस का योगदान ये था कि जब आपके पास एक क्रैक होता है तो बस यह कहना कि इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन अब मान्य नहीं है आपको नए दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है यदि आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को देखते हैं तो इसकी कोई इकाई नहीं थी यह केवल एक संख्या है दूसरी ओर एक क्रैक को मॉडल करने के लिए आपके पास स्ट्रेस इंटेनसिटी फेक्टर नामक एक पैरामीटर है जिसमें एक बहुत ही मज़ेदार इकाई MPa रूट मीटर है फिर आपके पास एक और अवधारणा है जिसे राइस द्वारा पेश किया गया था जिसे J इंटीग्रल के रूप में जाना जाता है यह राइस के सम्मान में है और फिर से यह ऊर्जा पर आधारित है तो आपके पास यह J के रूप में लेबल किया गया है इसकी इकाइ न्यूटन पर मिलीमीटर है और वास्तव में गैर रैखिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के साथ साथ इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए स्ट्रेस क्षेत्र को मॉडल करने के लिए J एक बहुत ही सुविधाजनक पैरामीटर था और समान रूप से आप UK में जानते हैं कि लोगों ने एक और अवधारणा विकसित की जिसे CODक्रैक ओपनिंग दिसप्लेसमेन्ट crack opening displacement के रूप में जाना जाता है यह मिलीमीटर के टर्मस में है यह विस्थापन पर आधारित है यह वेल्स द्वारा विकसित किया गया था और इससे संबंधित एक और अवधारणा भी है जिसे CTOD के रूप में जाना जाता है यह क्रैक टिप ओपनिंग दिसप्लेसमेन्ट है आप जानते है यह एक बहुत ही मजेदार नामकरण है जब आप एक टिप कहते हैं तो टिप एक बिंदु है बिंदु नहीं खुल सकता है लेकिन आपके पास अभी भी फ्रैक्चर साहित्य है एक पैरामीटर जिसे CTOD कहा जाता है क्रैक टिप ओपनिंग डिसप्लेसमैन्ट जब हम विस्थापन से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं तो हम देखेंगे कि CTOD को कैसे परिभाषित किया जाता है कुछ समय के लिए आप समझते हैं कि CTOD उपलब्ध है साथ ही COD भी उपलब्ध है और इन मापदंडों को विभिन्न दृष्टिकोणों से भी देखा जा सकता है LEFM रैखिक इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए कुछ पैरामीटर लागू होते हैं और अन्य पैरामीटर इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए लागू होते हैं आखिरकार हम केवल फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं आपके पास कई पैरामीटर G K J CTOD और अन्य भी हैं आप जानते है की ये कई नहीं हो सकते उनके बीच आपसी संबंध होगा वास्तव में हम G और K के बीच एक आपसी संबंध स्थापित करेंगे और LEFM के मामले में G J के समान है इसलिए हम इनमें से कुछ के बीच परस्पर संबंध स्थापित करेंगे मुख्यतः ये विकसित किए गए थे क्योंकि लोग विभिन्न दृष्टिकोणों से कई फ्रैक्चर समस्या का सामना कर रहे थे यही कारण है कि आपके पास अलग अलग पैरामीटर क्यू हैं और जब आप पारस्परिक संबंध का पता लगाने में सक्षम होते हैं तो यह केवल इस बात की पुष्ट करता है कि फ्रैक्चर की प्रक्रिया को विभिन्न तरीकों से अच्छी तरह से समझा गया है इस तरह से आपको इसे देखना होगा और कुछ विकास विशिष्ट देश के हैं अमेरिका में वे मुख्य रूप से J इंटीग्रल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे यूके में वे COD और CTOD के बारे में बात कर रहे थे ये अनिवार्य रूप से गैर रेखीय फ्रैक्चर यांत्रिकी के लिए हैं प्रेक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्चर अब हम कुछ उदाहरण लेंगे जिसमें विफलताएं हैं जो क्रैक के कारण शुरू हुईं मेरा उद्देश्य यह दिखाने का है की क्रैक ग्रोथ फेज़ के बाद फ्रैक्चर होता है आप जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है यह एक वैचारिक कदम है जिसे ग्रिफ़िथ ने खूबसूरती से समझा था और अगर आप देखें तो वे कांच पर काम कर रहे थे और हम एनर्जी रिलीज रेट पर अध्याय में विस्तार से देखेंगे की कैसे वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि क्रैक ग्रोथ के बाद फ्रैक्चर होता है केसे वे सभी संरचनाएं विफल हो गईं इसलिए वे इसके लिए एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम थे और इससे पहले कि हम इसमें जाएं यदि आप विफलताओं का पोस्टमॉर्टम करें तो यह आपको एक मानसिक तस्वीर देगाकी हाँ क्रैक ग्रोथ फेज़ के बाद फ्रैक्चर होता है इतना ही नहीं जब आप क्रैक को देखते हैं तो इसका एक विशेष आकार भी होता है आप जानते हैं जब हम एक विश्लेषणात्मक मॉडलिंग करना चाहते हैं तो हम सरल ज्यामितीय आकृतियों को रखना चाहेंगे और आप वास्तव में देख सकते हैं कि यह एक दीर्घवृत्त के एक चौथाई भाग में तैयार किया जा सकता है यह एक कोने का क्रैक है आपके पास यहाँ एक कोना है तो इस कोने की क्रैक को एक दीर्घवृत्त के एक चौथाई के रूप में तैयार किया जा सकता है और वास्तव में हम ऐसा करेंगे हमारे सभी विश्लेषणात्मक विकास में हम एक अर्धदीर्घवृत्तीय क्रैक या एक दीर्घवृत्तीय दोष लेंगे गणितीय रूप से ये सभी संभालना आसान हैं विश्लेषणात्मक विकास के लिए इस तरह से दोष का मॉडल बनाया जा सकता है कम या ज्यादा यह दोष की प्रकृति के साथ मेल खाएगा और यह क्रैक कैसे शुरू हुआ है यह जंग के कारण शुरू हुई है और आप निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एक अलग बनावट और इस क्षेत्र में बनावट देखते हैं यही आप यहाँ बना सकते हैं तो यह दर्शाता है कि क्रैक में वृद्धि हुई है यह क्रैक ग्रोथ फेज़ है और यह फ्रैक्चर की सतह है और यह वास्तव में एक हेलीकॉप्टर ब्लेड था जो बोल्ट होल फ्रैक्चर को बनाए रखता था और एल्सेवियर के सौजान्य से हम एक और उदाहरण लेंगे मैं चाहूंगा कि आप इसका साफ सुथरा स्केच बनाएं फोकस यह है कि दोष का आकार क्या है क्योंकि बाद में हम इसे एक चौथाई दीर्घवृत्त के रूप में मॉडल करने जा रहे हैं उस समय आप याद कर सकते थे कि वास्तव में दोष इस तरह के थे आप जानते है कि क्या महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्लेषणात्मक विकास वास्तविक अवलोकन के साथ मेल खाना चाहिए अन्यथा विश्लेषणात्मक विकास बेकार है एक और विफलता है जो आप रेल के मामले में देखते हैं रेल में एक विशिष्ट भार परिदृश्य होता है आप पाते हैं कि क्रैक सतह के नीचे उत्पन्न हुई है क्योंकि आपके पास यहां कॉन्टैक्ट लोडिंग है कॉन्टैक्ट लोडिंग में सतह के नीचे अधिकतम स्ट्रेस होता है यह सतह पर नहीं होता है अधिकांश समस्याओं में देखें अधिकतम स्ट्रेस सतह पर होता है कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं यह गियर्स के मुद्दों में से भी एक है क्योंकि आपके पास एक इनवॉल्यूट प्रोफ़ाइल है वे संपर्क में आते हैं आप सामग्री के परत को जानते हैं जो बाहर आते हैं क्योंकि क्रैक्स सतह के नीचे उत्पन्न होते हैं और फिर संचालन में सामग्री की परतें बाहर निकलती हैं तो आपको इसे समझने की आवश्यकता है और रेल यातायात में हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं मैंने कहा कि हम 15 मील प्रति घंटे की यात्रा कर रहे थे अब 350 मील प्रति घंटा है तो रेल को उसके फ्रैक्चर व्यवहार के लिए समझना होगा और आकार के कारण इसे किड्नी शेपड क्रैक के रूप में जाना जाता है और आप पूरे सिस्टम के लिए विशिष्ट फोटोएलास्टिक फ्रिंज पैटर्न देखते हैं आप क्रैक के लिए नहीं देख रहे हैं आपको आवश्यकता है कि आप तीन आयामी फोटोएलास्टिक का एक प्रयोग करे जहां आप इसके स्ट्रेस को रोकते हैं फिर क्रैक के लंबवत स्लाइसिस बनाएं तब आप विश्लेषण करते हैं ऐसा काम हमारी प्रयोगशाला में किया गया था हमने छेद की सीमा पर स्ट्रेस इन्टेन्सिटी फैक्टर में परिवर्तन देखा था यह अधिक समय तक स्थिर नहीं है यह एक तीन आयामी समस्या है समस्या बहुत जटिल है और आपको इसे समझने की आवश्यकता है और जो दर्ज किया गया है कि पुराने रेल खंड इसके द्वारा विफल पाए गए हैं और यह पिछले 20 वर्षों से अध्ययन का विषय रहा है और यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सतह के नीचे क्रैक दिखाई दी है यहां फिर से आप क्रैक की सतह और फ्रैक्चर सतह देखते हैं तो फ्रैक्चर के बाद एक विकास चरण है आप जानते हैंयह वही है जिसपर यहां जोर दिया गया है आप जानते हैं यदि आप बीम सिद्धांत को देखते हैं तो हम इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कक्षा में लगभग आधे घंटे में विकसित करते हैं यदि आप वास्तव में इतिहास को देखे तो 200 वर्षों तक इस समस्या को हल करने के लिए बहुत विचार किया गया केवल दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा 200 वर्षों के केंद्रित प्रयास के बाद बेंडिंग के तहत एक बीम में विकसित स्ट्रेस की समस्या को हल कर सके कल्पना कीजिए कि हम एक कक्षा में सिर्फ आधा घंटा लेते हैं इसलिए इसी तरह मैं बार बार जोर दे रहा हूं की क्रैक ग्रोथ फेज के बाद फ्रैक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी और केवल इसके साथ ग्रिफ़िथ फ्रैक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल के साथ सामने आए और एक उपयुक्त तरीका पता लगाने में सक्षम हुए हम एक और उदाहरण लेते हैं यदि आप उन उदाहरणों को देखते हैं जो हमने देखे थे तो वे अनिवार्य रूप से फटिग भार के अधीन थे और अब आपके पास एक और उदाहरण है जो मुख्य रूप से जंग है और इस विफलता में एक और पहलू के रूप में देखा जाता है आप इस टूटे हुए बोल्ट को देखें मैं इसे बड़ा करूंगा और आप पाएंगे कि यहां क्रैक है यहां एक और क्रैक है तो यह स्वाभाविक है आप जानते हैं कि वास्तविक स्थितियों में जब आप कहते हैं कि संरचनाओं में आंतरिक दोष हो सकते हैं तो आंतरिक दोषों को एक होने की आवश्यकता नहीं है वे कई हो सकते हैं और हम अपना ध्यान उस दोष पर केंद्रित करेंगे जो क्रिटिकल है और आप तस्वीर में देख सकते हैं अभी आपने विभिन्न सतहों को देखा है तो यह एक अलग बनावट है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्रैक का ग्रोथ फ़ेस है और यह क्रैक इससे भी बड़ी हो गई है तो आखिरकार यह इसको जल्दी विफल कर देगा यह इसका एक पहलू है आपके पास कई दरारें हो सकती हैं इस पर उनमें से एक गंभीर हो सकती है एक और पहलू भी है जिसे इस उदाहरण के माध्यम से समझाया जाना चाहिए यहां विफलता कुछ थ्रेड नीचे हुई है यह एक थ्रेडेड कनेक्शन है यह पहले दो थ्रेड्स में नहीं हुआ है आमतौर पर अगर यह फटिग से होता है तो यह केवल पहला दो थ्रेड में विफल होगा और यह नीचे कुछ थ्रेड्स में विफल रहा है और इसका कारण स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग से संबंधित है जिसे संक्षेप में SCC कहते हैं फ्रैक्चर यांत्रिकी में कई संक्षिप्तीकरण हैं टीपिकल फोटोएलास्टिक फ्रिंजेस फॉर मोड I लोडिंग आप जानते हैं कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के संक्षिप्त नाम को जल्दी से जोड़ने की सक्षम होना चाहिए यह क्या दर्शाता है SCC का अर्थ है स्ट्रेस संक्षारण क्रैकिंग इसका मतलब है मेरे पास वैकल्पिक स्ट्रेस नहीं है मेरे पास स्ट्रेस का निरंतर मान है फिर भी जंग के कारण क्रैक बढ़ गई है यह एक और क्रैक ग्रोथ मेकनिज़म है वास्तव में हम एक अलग अध्याय में विभिन्न क्रैक ग्रोथ मेकनिज़म देखेंगे और अब आप एक विफलता देखते हैं जो SCC द्वारा उत्पन्न हुई है एक और जानकारी भी उपलब्ध है कि बोल्ट की विफलता हाइड्रोजन एमब्रिटलमैंट के कारण है और फोटो जो हेंड्रिक्स ग्रुप के सौजन्य से है और यह एक बहुत अच्छी तस्वीर है जो उपलब्ध थी जो क्रैक ग्रोथ मेकनिज़म के बाद फ्रैक्चर में SSC की भूमिका दिखती हैं और आपके पास कई दरारें हो सकती हैं उनमें से एक अधिक खतरनाक हो सकती है आप जानते हैं सभी के साथ हमने फ्रैक्चर यांत्रिकी में फोटोएलास्टिक की भूमिका देखी है वास्तव में मैं फोटोएलास्टिक फ्रिंज की ज्यामितीय विशेषताओं को देखने के लिए आपकी आंखों को प्रशिक्षित करने जा रहा हूं वास्तव में हमने इसी तरह की एक तस्वीर पहले देखी थी जिसमें एक प्लेट के स्ट्रेस कंसंट्रेशन के साथ सरकुलर होल एक प्लेट के स्ट्रेस कंसंट्रेशन के साथ दीर्घवृत्तीय होल और एक क्रैक की तुलना कर रहे थे अब आपने सीखा है कि क्रैक मोड को मोड 1 मोड 2 और मोड 3 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्रैक फ़ेसिस कैसे मूव करते हैं यदि क्रैक फ़ेसिस इस तरह खुल रहे है तो आप इसे मोड 1 कहते हैं और यही आपके पास है और मैं इस एनीमेशन को फिर से दिखाऊंगा तो आपके पास लोड लागू है जैसे जैसे लोड धीरे धीरे बढ़ता है आप पाते हैं कि अधिक से अधिक फ्रिंज आते हैं और इसका एक स्केच बनाते हैं आप पाते हैं आपके पास एक क्रैक अक्ष है यह क्रैक अक्ष के सममित है और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फ्रिंज आगे झुके हुए हैं और आप जानते हैं यदि आप देखते हैं कि जब हम मोड 1 से मोड 2 या मोड 1 और मोड 2 के संयोजन से जाते हैं तो फोटोएलास्टिसिटी में विभिन्न ज्यामितीय विशेषताएं दिखाने की खासियत होती है क्योंकि मैंने उल्लेख किया था जब मैंने दरार टिप पर लोड करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा शुरू की थी तो चुनौतियों में से एक है की एक दी गई व्यावहारिक स्थिति में क्रैक टिप पर मौजूदा भार का तरीका क्या है इसकी पहचान कैसे करें देखें अगर मुझे डिजाइन उद्देश्यों के लिए फ्रैक्चर यांत्रिकी को नियोजित करना है तो मुझे दो मात्राओं की आवश्यकता है दिए गए विन्यास के लिए मुझे पता होना चाहिए कि स्ट्रेस इन्टेन्सिटी फ़ैक्टर्स क्या हैं दी गई सामग्री के लिए फ्रैक्चर टफनेस क्या है यह एक सामग्री परीक्षण प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण या संख्यात्मक दृष्टिकोण या प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से मुझे किसी समस्या के लिए मूल्यांकन करना होगा स्ट्रेस इन्टेन्सिटी फ़ैक्टर्स K 1 K 2 और K 3 क्या हैं यदि मैं एक प्रायोगिक रास्ता लेता हूं तो डेटा रिडक्शन के लिए मेरा एल्गोरिथ्म टेलर मेड हो सकता है अगर मुझे पता है कि यह मोड 1 है तो प्रयोगात्मक डेटा का मोड 1 मूल्यांकन क्या है अगर मुझे पता है कि यह मोड 2 है तो मैं उचित समीकरणों के लिए जा सकता हूं और मूल्यांकन कर सकता हूं यह मेरे जीवन को और अधिक सरल बनाता है एक संख्यात्मक दृष्टिकोण में कई बार आपके पास एल्गोरिदम होता है जो आपको ऊर्जा के दृष्टिकोण से केवल इस सब का संग्रह देता है और आपको इसे अलग करने के लिए विशेष प्रयासों का पता लगाना होगा टीपिकल फोटोइलास्टिक फ्रिंजेस फॉर मोड II लोडिंग तो यह हमेशा आवश्यक है कि आपको भार के मोड की पहचान करना होगा यह आपको समस्या को समझने में अतिरिक्त मदद देता है अब आपने मोड 1 देखा है हम देखेंगे कि मोड 2 में किस तरह के फ्रिंज दिखाई दे रहे हैं मुझे यकीन है कि कक्षा पूरी तरह मेरे से सहमत होगी कि फ्रिंज इतने अलग हैं मैं इसे ज़ूम करूँगा यह मोड 1 में दिखाई देने वाली चीज़ों से बहुत अलग है मैं चाहूंगा कि आप इसका एक साफ स्केच बनाएं और हम इन विशेषताओं को देखेंगे आप जानते हैं आपको इसमें क्या देखना होगा मेरे पास यहाँ क्रैक है एक प्रयोग में आप अनिवार्य रूप से एक बहुत बहुत पतली स्लिट बनाते हैं जो अंतिम भाग में काफी तेज होती है आप यही करते हैं और क्रैक टिप के आगे के क्षेत्र के लिए विश्लेषणात्मक समाधानों को मैच किया जाएगा यहां तक कि एक बच्चा कह सकता है कि क्या उसने इस तरह का फ्रिंज पैटर्न देखा है यदि विभिन्न स्थितियों को प्रस्तुत किया जाता है चाहे वह मोड 1 हो या मोड 2 ज्यामितीय विशेषता को देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि बाहरी भार क्रैक टिप के पास मोड 2 लोडिंग loading का कारण बनता है आपके पास फ्रिंज इस तरह क्षैतिज हैं इस तरह से लूप है आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं यह क्षैतिज रूप से आठ के आकर की तरह है आप इस तरह से इसकी कल्पना कर सकते हैं टीपिकल फोटोइलास्टिक फ्रिंजेस फॉर मिक्सड मोड लोडिंग इसलिए मैंने मोड 1 में जो देखा उसकी तुलना में अलग अलग है अब हम देखेंगे कि मिश्रित मोड में क्या देखा जाता है बाहरी भार के संबंध में क्रैक में विन्यास कैसे देखें क्रैक तिरछी है और आपके पास एक अक्षीय भार लागू है आपको कुछ चीजों को नोट भी करना चाहिए आप जानते हैं मैंने क्रैक की लंबाई को a के रूप में रखा है यह प्रतीक है जिसे हम इस पाठ्यक्रम में उपयोग करेंगे और एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर है आप प्रतीक W द्वारा चौड़ाई को दर्शाते हैं हमारे सभी फ्रैक्चर यांत्रिकी दृष्टिकोण में अनुपात aw बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यह बहुत महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है जब हम फ्रैक्चर सिद्धांत को और आगे विकसित करना चाहते हैं क्योंकि छोटी क्रैक्स एक विशेष तरीके से व्यवहार करेंगी लंबी क्रैक्स एक अलग तरीके से व्यवहार करेंगी तो W अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है यदि कोई विश्लेषणात्मक समाधान है तो विश्लेषणात्मक समाधान aW के एक विशेष मान तक मान्य हो सकता है इसलिए a W एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर है और मैं क्या करूंगा कि मैं इस फ्रिंज पैटर्न को भी बड़ा करूंगा और मैं एक के बाद एक लोड भी लागू करूंगा और आप देखेंगे कि फ्रिंज कैसे विकसित होते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण अवलोकन करें सबसे पहले विभिन्न भारों के लिए विकसित किए गए फ्रिंज को देखें पहली बात यह है कि मेरे पास यह क्रैक अक्ष के रूप में है फ्रिंज झुकी हैं जैसे हमने मोड 1 परिदृश्य में देखा था लेकिन वे क्रैक अक्ष के साथ में सममित नहीं हैं यह एक अवलोकन है एक अन्य अवलोकन है फ्रिंज जो क्रैक के एक तरफ देखे जाते हैं और क्रैक के दूसरी तरफ एक ही आकार के नहीं होते हैं मोड 1 भार के मामले में फ्रिंज क्रैक अक्ष के बिल्कुल सममित थे इतना ही नहीं वे सममित रूप से झुके हुए हैं जिस क्षण आप मोड 1 और मोड 2 के संयोजन में आते हैं आप पाते हैं यह अब क्रैक अक्ष के साथ में सममित नहीं है अवलोकन संख्या एक और मैं फिर से नमूना को क्रमिक रूप से लोड करूंगा फिर आप क्रैक के एक तरफ और क्रैक के दूसरी तरफ के किनारे का निरीक्षण करेंगे वे उसी आकार के नहीं हैं जिसे आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे बढाता हूं और आप देख सकते हैं कि फ्रिंज कैसे विकसित होते हैं तो आपके पास एक तरफ फ्रिंज हैं और आपके दूसरी तरफ भी फ्रिंज है वे विभिन्न आकारों के हैं तो एक वास्तविक संरचना में जब आप फोटोएलास्टिक परीक्षण करते हैं यदि आप पाते हैं कि फ्रिंज विभिन्न आकारों के हैं और वे सममित नहीं हैं तो आप तुरंत निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक मिश्रित मोड स्थिति है और यह सब मध्यम लंबाई की क्रैक के लिए किया जाता है मैंने लंबी क्रैक नहीं ली है वास्तव में हम बहुत दिलचस्प व्यावहारिक उदाहरण देखेंगे जिसमें स्थिति कैसे बदलती है जब क्रैक लेंथ लंबी होती है हम एक और महत्वपूर्ण समस्या उठाएंगे जो इंजीनियरिंग में आती हैं जहां आपके पास अनिवार्य रूप से एक ऐंनुलर प्लेट है और इस प्लेट में जो किया जाता है आप एक बड़ी रॉड डालें इसके द्वारा आप आंतरिक सतह पर दबाव बना रहे हैं और जो देखा गया वह था आप एक रेडियल दिशा में क्रैक बना रहे हैं और पूरे नमूना फ्रैक्चर हो गया तो यह एक पुष्टि देता है कि जब आपके पास आंतरिक दबाव होता है तो आपके पास रेडियल रूप से विकसित होने वाली क्रैक्स हो सकती हैं वास्तव में यह देखने के लिए एक अध्ययन किया गया था जब आपके पास कई दरारें होती हैं कैसे क्रैक्स एक प्रेशर वेसल से सम्बंधित होती हैं हम उसे देखेंगे प्रेशर वेसल के मामले में रेडियल क्रैक्स आंतरिक सीमा से बाहर निकल सकती हैं आप लेमस Lames प्रॉब्लम से आप जानते हैं कि हूप स्ट्रेस आंतरिक सीमा पर अधिकतम है इसलिए जब आपके पास हूप स्ट्रेस आंतरिक सीमा पर अधिकतम होता है तो आंतरिक सीमा पर क्रैक विकसित होने की संभावना होती है और जब आप बाहर जाते हैं तो हूप स्ट्रेस कम हो जाता है और इस विशेषता को देखकर आप क्या पाते हैं क्रैक टिप पर मौजूद भार किस तरह की है यह अनिवार्य रूप से मोड 1 है क्योंकि आपके पास क्रैक अक्ष के साथ में समरूपता है यह अवलोकन संख्या एक है अब मैं क्या करूंगा मैं इसे और बढ़ाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप कुछ और चीजों का निरीक्षण करें मुझे लगता है कि यह काफी बड़ा है एक बार और मुझे देखने दो और क्या आप यहां देख सकते हैं मेरे पास यह क्रैक है पहले के उदाहरणों में हमने देखा कि फ्रिंज आगे झुके हुए थे यहाँ कैसे फ्रिंज हैं फ्रिंज को पीछे की ओर झुकाया जाता है हमारे पास बहुत जटिल संयोजन है पहला फ्रिंज पीछे की ओर झुका हुआ है दूसरा फ्रिंज भी पीछे की ओर झुका हुआ है तीसरा फ्रिंज आगे की ओर झुका हुआ है और आंतरिक फ्रिंज लगभग सीधा है यदि आपकी आंख टियूनड हैं तो आप इसे देख पाएंगे आप जानते हैं मैं बाद में क्रैक टिप स्ट्रेस और विस्थापन क्षेत्र समीकरणों में इस सब का उपयोग करूंगा यदि आप स्ट्रेस क्षेत्र में उच्च क्रम के पद लेते हैं जो यह बताएगा कि ये सभी ज्यामितीय विशेषताएं हैं वास्तव में यह बहुत ही आकस्मिक है कि फोटोएलास्टिसिटी ने भार के विभिन्न मोडस के बीच अंतर दिखाया है शायद आप अन्य प्रयोगों में भी उम्मीद कर सकते हैं हम उसे देखेंगे लेकिन ज्यामितीय विशेषता श्रृंखला में बहुत असामान्य रूप से फंक्शन के कई पदों में बदलती हैं आप जानते हैं ईश्वर वास्तव में चाहते थे कि लोग फ्रैक्चर यांत्रिकी को समझें और उन्होंने आपको फोटोएलास्टिक के माध्यम से सिखाया था आप इन सभी विशेषताओं को देखेंगे क्योंकि एक बार जब मैं वेस्टरगार्ड स्ट्रेस क्षेत्र समीकरण विकसित करता हूं तो आप उन्हें प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि फ्रिंज कैसे हैं आप उस आश्चर्य की प्रतीक्षा करें क्योंकि मुझे विश्लेषणात्मक मॉडलिंग करने की आवश्यकता है जो बताता है कि मैं प्रयोगों में क्या देखता हूं अगर मैं इसे समझाने में असमर्थ हूं तो विश्लेषणात्मक विकास को फिर से देखना होगा आपको यह पता लगाना होगा कि आपने क्या अनुमान लगाए हैं आपके पास एक और उदाहरण है जहां क्रैक की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और यहाँ फिर से आप पाते हैं कि फ्रिंज बहुत अच्छे हैं वास्तव में यह एक बहुत ही कठिन प्रयोग है आप जानते हैं कि आप समरूपता पा रहे हैं एक प्रयोग में समरूपता खो जाएगी भले ही कुछ छोटा विचलन हो आपको मेरे छात्र को बधाई देना चाहिए जिन्होंने इन सभी सुंदर रेडियल दरारें बनाने का कष्ट उठाया था यह मेरे छात्र डीपीएस चौहान द्वारा किया गया था आप पाते हैं कि फ्रिंज बहुत अच्छी तरह से बनते हैं और आप यह भी पाते हैं कि यहाँ क्रैक्स के बीच कोई बड़ी परस्पर क्रिया नहीं है तो यह एक और वैचारिक समझ है कि कई क्रैक्स मौजूद हो सकते हैं केवल तभी जब वे बहुत करीब हों तो हम अगली कक्षा में एक और उदाहरण देखेंगे कि किस तरह के क्रैक में परस्पर क्रिया हो सकती है तो लोगों ने शुरू में एक क्रैक के साथ शुरू किया फिर वे कई क्रैक्स पर गए अब कुछ अध्ययन हैं अगर हजारों क्रैक्स हैं तो आप इसे कैसे संभालेगे विशेष रूप से प्रेशर वेसल की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों ने इसे विभिन्न तरीकों से मॉडल करने की कोशिश की है इसलिए इस कक्षा में हमने जो देखा था हमने कुछ सवाल उठाए हैं जिनका फ्रैक्चर यांत्रिकी को जवाब देने में सक्षम होना चाहिए ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आपको अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है वैसे भी आपको फ्रैक्चर टफनेस पर एक परीक्षण करना होगा जो एक सामग्री परीक्षण है इसके अलावा आपको क्रैक्स ग्रोथ को कई चक्रों के फंक्शन के रूप में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है फिर हम यह कहते हुए आगे बढ़े कि फ्रैक्चर यांत्रिकी अपने दृष्टिकोण में समग्र है आपके पास पतले और मोटे नमूनों के लिए अलग अलग विचार हैं फिर हमने सेवा में विफलताओं की एक श्रृंखला को देखा तो सामने आया की निश्चित रूप से क्रैक ग्रोथ फेज के बाद फ्रैक्चर होता है अंत में हमने कुछ उदाहरणों को देखा है जिसमें फोटोएलास्टिक परिणाम दिखाते हैं की फ्रिंज की ज्यामितीय विशेषताएं इस बात का संकेत हैं कि क्या यह मोड 1 भार मोड 2 भार या मोड 1 और मोड 2 का संयोजन है